यूनिट 4 में हमने आउटकम बेस्ड एजुकेशन को देखा और 1970 में आउटकम बेस्ड एजुकेशन का प्रस्ताव किया गया था ताकि विद्यार्थियों को वास्तव में स्कूलों में क्या सीख रहे हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपकरणों को विकसित करने की आवश्यकता हो यह स्कूलों से शुरू हुआ और फिर उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बढ़ा शिक्षा का एक परिणाम यह है कि विद्यार्थी को एक प्रोग्राम कोर्स या एक इंस्ट्रक्शनल यूनिट के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए और हमने अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए उद्देश्यों या परिणामों के चार स्तरों के संबंध की पहचान की फिर यूनिट 5 में आकर हमारा लक्ष्य या हमारा उद्देश्य अक्रेडिटेशन की भूमिका को समझना है NBA सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के क्राइटेरिया को समझना और COs POs और PSOs के स्तर पर गुणवत्ता लूप को बंद करने में NBA अक्रेडिटेशन की केंद्रीयता को समझना है अब अक्रेडिटेशन क्या है किसी भी शैक्षणिक संस्थान के बाद चाहे वह स्कूल हो या इंजीनियरिंग कॉलेज एक इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी हो सकता है सरकारी सहायता प्राप्त या निजी रूप से सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हो सकता है जो भी हो यह एक सामाजिक संस्था है इसका मतलब है कि माता पिता सरकार विद्यार्थियों उद्योगों आदि से शुरू होने वाले ऐसे संस्थान की गतिविधियों में रुचि रखने वाले कई लोग हैं तो किसी को वास्तव में यह समझना होगा कि सभी स्टेकहोल्डर्स की जरूरतें क्या हैं और क्या यह प्रोग्राम बड़े स्तर पर समाज की कम से कम कथित जरूरतों के अनुसार संचालित किया जा रहा है इसलिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम की अक्रेडिटेशन यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के ग्रेजुएट्स के पास एक अच्छे इंजीनियर की सभी आवश्यक विशेषताएं हैं सभी इंजीनियरिंग संस्थानों के बाद अच्छे इंजीनियरों का उत्पादन आवश्यक है इसलिए अक्रेडिटेशन यह सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है कि अच्छे इंजीनियरों का उत्पादन किया जा रहा है कई देशों ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ऐसी वांछनीय विशेषताओं की पहचान की है कुछ प्रोग्राम आउटकम कहते है कभी कभी 1990s से ग्रेजुएट एट्रीब्यूट कहा जाता है जबकि भारत के नेशनल बोर्ड ऑफ़ अक्रेडिटेशन ने 90s के मध्य से अक्रेडिटेशन का संचालन किया है लेकिन वे एक अलग प्रक्रिया का पालन कर रहे थे जिसे हम वर्तमान में देखेंगे जबकि भारत ने केवल 2015 में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए प्रोग्राम आउटकम की पहचान की थी इसलिए हम आज के रूप में केवल 3 साल पुराने हैं अब आइए देखें 2015 से पहले और हाल तक इंजीनियरिंग शिक्षा को किस तरह से देखा जाता था इसका क्या मतलब है कि ऐसे संस्थान हैं जो अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की पेशकश कर रहे हैं एक संस्थान को उसके प्रबंधन संकाय और कुछ स्थापित शैक्षणिक प्रक्रियाओं की विशेषता होती है और मुख्य इनपुट 12 वीं कक्षा के ग्रेजुएट्स हैं कभी कभी आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स के ग्रेजुएट्स से एक समानांतर प्रवेश मिलता है हम इसे समानांतर प्रवेश कहते हैं लेकिन मुख्य रूप से यह 12 वीं कक्षा के ग्रेजुएट्स हैं जो यहां आते हैं और मुख्य स्टेकहोल्डर्स कौन हैं वे सभी अकेडेमिक प्रक्रियाओं प्रबंधन आदि पर किसी न किसी तरह से प्रभाव डालते हैं यहां माता पिता उद्योग यहां की टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से सूचना और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का उल्लेख करती है और फिर आपके पास विश्वविद्यालय राज्य सरकार AICTE नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन है उन सभी का सभी शैक्षणिक प्रक्रियाओं में कुछ प्रभाव होगा और किस तरह के संकाय की आवश्यकता है और इसी तरह और ये एक साथ यह संस्थान इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पैदा करता है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कौन हैं जो परीक्षा में पास हो जाते हैं और इन ग्रेजुएट्स की तलाश है मोटे तौर पर केवल तीन गतिविधियां हैं या तो उन्हें एक उद्योग में रखा जाता है या वे GATE GRE GMAT CAT इत्यादि जैसी परीक्षाएँ लिखकर उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं और फिर एक बहुत छोटा प्रतिशत उद्यमी बन जाएगा इसलिए 80 से अधिक स्नातक स्तर की पढ़ाई के तुरंत बाद प्लेसमेंट की मांग कर रहे हैं अब यह मांग प्लेसमेंट बड़ी संख्या में कारकों से प्रभावित है यहां सामाजिक कारक हैं जो परिवार से संबंधित मुद्दे हैं यदि कोई उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहता है लेकिन परिवार को आवश्यकता है कि उसे जाना चाहिए और तुरंत नौकरी की तलाश करनी चाहिए तो वह उच्च शिक्षा के बजाय प्लेसमेंट के लिए जाने के लिए मजबूर होता है इसी तरह आर्थिक कारक आप देश के प्रमुख आर्थिक कारकों देश के आर्थिक परिदृश्य और तात्कालिक बाजार कारकों की बात कर रहे हैं जहां नौकरियां हैं उदाहरण के लिए आपके पास पिछले 20 वर्षों से IT उद्योग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए प्रमुख नियोक्ता है तो हाल ही में इंजीनियरिंग शिक्षा यही है इसलिए 2015 से पहले की अक्रेडिटेशन इनपुट्स पर केंद्रित थी इनपुट्स का मतलब पाठ्यक्रम आपके पास मौजूद इन्फ्रास्ट्रक्चर और आपके पास मौजूद फैकल्टी और फिर इन सबके साथ आपके पास कुछ प्रक्रियाएँ होना और फिर आप आउटपुट को मापना हो सकता है आउटपुट मुख्य रूप से उत्तीर्ण प्रतिशत प्लेसमेंट उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले ग्रेजुएट्स की संख्या और उत्पादित उद्यमियों की संख्या है इसलिए प्रक्रियाओं और आउटपुट के बीच एक बड़ा अंतर है और यह पाया गया कि विद्यार्थियों ने जो कुछ सीखा था आउटपुट को मापना जरूरी नहीं था जो कुछ हुआ है उनमें से एक यह है कि जब उत्तीर्ण प्रतिशत होते हैं या हम छोटे और छोटे होते जा रहे हैं तो प्रतिक्रिया सभी प्रबंधों और संस्थानों की रही है जो कहते हैं कि आपकी मूल्यांकन प्रणाली आपकी परीक्षाएँ कठिन हैं और इसीलिए उन्होंने पास नहीं किया परीक्षा के स्तर के नीचे आप पानी की तरह तो है और इस तरह यह पास प्रतिशत को सुनिश्चित करने के लिए चल रहा है परीक्षा के प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता में लगातार कमी आ रही है अब अक्रेडिटेशन 2015 के बाद अब फोकस इनपुट प्रक्रियाओं और परिणामों परिणामों और उनकी प्राप्ति और आउटपुट पर है तो क्या होता है कि आपने एक मध्यस्थ बात शुरू की जिसे परिणामों और उनकी प्राप्ति कहते है जो पूर्व और 2015 के बाद अक्रेडिटेशन की प्रक्रिया को अलग करती है परिणाम यह दर्शाते हैं कि हमने कहा था कि स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों को क्या ज्ञान और कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है प्रोग्राम के स्तर पर और विशिष्ट प्रोग्राम और पाठ्यक्रम स्तरों पर विभाग द्वारा NBA द्वारा परिणामों की पहचान की जाती है संस्था परिणामों की प्राप्ति की गणना के परिणामों का उपयोग करती है ताकि परिणाम प्राप्त करने के स्तर में लगातार सुधार हो सके ये 2015 के बाद अक्रेडिटेशन की मूल विशेषताएं हैं अब यह ढांचा कैसा दिखता है यह सब हिस्सा वही रहता है समान स्टेकहोल्डर्स एक ही इनपुट एक ही तरह का संस्थान अब हम जो कहते हैं वे परिभाषित क्षमताओं के साथ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का उत्पादन करते हैं इन क्षमताओं को POs PSOs और COs के संदर्भ में बताया गया है वे बदले में उसी प्लेसमेंट उच्च शिक्षा और उद्यमिता की तलाश करते हैं समान कारक प्रभावित करते हैं लेकिन आप भी खोज रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स द्वारा पहचाने गए स्नातक होने के चार साल बाद गतिविधियों में शामिल होते हैं इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रोग्राम को आत्मनिरीक्षण करना होगा और यह पता लगाना होगा कि हम किस प्रकार के इंजीनियरों को चाहते हैं हम चाहते हैं कि वे रहें और जाएं और समाज की सेवा करें तो वे PEO के संदर्भ में कहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या वे वास्तव में हैं कि आप इन PEO को प्राप्त कर चुके हैं यह आपके पूर्व विद्यार्थियों के साथ सर्वेक्षण द्वारा है जहां वे चार से पांच साल बाद हैं और यदि आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वे 100 नहीं प्रमुख रूप से PEO द्वारा बताई गई गतिविधियों में शामिल हैं तो आप अपने प्रोग्राम को उचित सफल मान सकते हैं अब वास्तविक अक्रेडिटेशन प्रक्रिया क्या है अक्रेडिटेशन गुणवत्ता आश्वासन और सुधार की एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक अनुमोदित संस्थान में एक प्रोग्राम को यह सत्यापित करने के लिए गंभीर रूप से अवगत कराया जाता है कि संस्था या प्रोग्राम समय समय पर नियामक द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया और मानकों को पूरा करता है या उससे अधिक है तो मोटे तौर पर एक बाहरी एजेंसी है जो परिभाषित करती है कि क्या है अक्रेडिटेशन के अनुसार कौन से क्राइटेरिया हैं और आम तौर पर अक्रेडिटेशन संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी तरह से अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया का पालन करते हुए और उस संख्या की एक श्रृंखला में अनुवाद करने के लिए है जो यह बताता है कि किस हद तक क्राइटेरिया प्राप्त किए गए हैं यह एक प्रकार की मान्यता है जो इंगित करती है कि एक प्रोग्राम या संस्था कुछ मानकों को पूरा करती है जब हम कहते हैं कि कुछ मानकों को पूरा करते हैं तो आप न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए एक संस्था NBA द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार कहीं बेहतर कर सकती है उस पर कोई सीमा नहीं है यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि न्यूनतम मानकों को प्राप्त किया जाए जबकि वर्तमान में भारत के सभी संस्थान इन प्रोग्राम आउटकम के महत्व को स्वीकार करते हैं उनमें से अधिकांश अभी भी सीखने के अनुभवों को पर्याप्त रूप से शामिल करने में प्रयास कर रहे हैं जो इन परिणामों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं आखिरकार इसे केवल 2015 में पेश किया गया था और शैक्षणिक संस्थान आम तौर पर या तो समाज की तेजी से बदलती आवश्यकताओं या उद्योग या मान्यता निकायों के साथ आगे बढ़ने के मामले में कुख्यात हैं अभी जो हो रहा है वह केवल इसलिए लोग लिख रहे हैं क्योंकि NBA के लिए आवश्यक है कि आपका लेखन आपका कोर्स आउटकम निकाले और किसी तरह परिणामों की प्राप्ति के स्तर की गणना करें लेकिन पाठ्यक्रम के डिजाइन के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में प्रोग्राम आउटकम बनाना अभी भी अधिकांश संस्थानों में शुरू नहीं हुआ है आगे क्या प्रक्रिया शामिल है एक संस्थान अक्रेडिटेशन प्राप्त करने वाले विभागों की योग्यता के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है इससे संबंधित कुछ जानकारी है जिसे फिर से NBA द्वारा परिभाषित किया गया है संस्था पात्रता क्राइटेरिया नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत करती है यदि एनबीए के अनुसार पात्रता मानदंड साबित या मिले हुए हैं तो NBA औपचारिक रूप से संस्था को यह अनुरोध करने के लिए प्रस्तुत करता है कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट किसे कहा जाता है जिसमें इसकी बहुत विस्तृत संरचना है और जो प्रोग्राम अक्रेडिटेशन प्राप्त करना चाहता है वह संस्था के माध्यम से एक विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत करता है विभाग द्वारा SAR या सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है आम तौर पर इसे 5 साल की अवधि में डेटा को समेटने और उन्हें बड़ी संख्या में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है जिसे आप कुछ प्रकार के नंबरों में कॉल करते हैं ताकि यह इंगित किया जा सके कि किस हद तक कुछ प्राप्त हुआ है और NBA प्रोग्राम का मूल्यांकन करने के लिए सहकर्मी समीक्षा के तंत्र का उपयोग करता है तो यह एक काफी विस्तृत प्रक्रिया बन जाती है और इस प्रक्रिया का पालन करने से यह महसूस होता है कि सीखने की गुणवत्ता में बहुत सुधार होगा यह किसी भी अक्रेडिटेशन प्रक्रिया का अंतर्निहित विश्वास है और सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट क्या है SAR ऐसे डेटा और सूचनाओं का संकलन है जो किसी मूल्यांकन के लिए दिए गए प्रोग्राम से संबंधित हैं जो इसकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करता है ये कॉलेज द्वारा ही परिभाषित PO और PSO की उपलब्धि हैं यह है कि सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट SAR के दो भाग हैं भाग 1 संस्थागत और विभागीय जानकारी चाहता है यह विशुद्ध रूप से डेटा है कितने विद्यार्थी कितने फैकल्टी हैं कार्यक्रम कब शुरू हुआ इत्यादि यह सभी संस्थागत और विभागीय जानकारी है भाग 2 में 10 क्राइटेरिया पर जानकारी मांगी गई है हम NBA अक्रेडिटेशन प्रक्रिया के विवरण और पूरी तरह से अलग मॉड्यूल में आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके को देखेंगे जहां हम SAR के हर पहलू पर बहुत अधिक समय खर्च करते हैं अब SAR क्राइटेरिया पर आ रहे हैं कार्यक्रम के स्तर पर जो किसी को देखना है वह है विजन मिशन और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा और यहां किसी तरह के मार्किंग सिस्टम के अनुसार पूरी अक्रेडिटेशन की गई है अधिकतम अंक 1000 हैं और इन 1000 अंकों को NBA के मामले में 10 क्राइटेरिया के आधार पर विभाजित किया गया है और प्रत्येक क्राइटेरिया के लिए निर्धारित अंकों का एक अलग सेट हो सकता है और भारत में आपके पास दो प्रकार के संस्थान हैं जिन्हें Tier 1 और Tier 2 संस्थान कहा जाता है Tier 1 संस्थान शैक्षणिक रूप से स्वायत्त है जो IIT NIT और इसी तरह से शुरू होता है और आपके पास विश्वविद्यालय से संबद्ध कई स्वायत्त संस्थान भी हैं जब वे विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं तब भी उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होता है और इसलिए इस हद तक वे इस पर निर्भर हो जाते हैं कि आप इसे दिशा निर्देशों या बाधाओं के रूप में कैसे देखते हैं लेकिन वे अकेडेमिक रूप से स्वायत्त संस्थान हैं इसका मतलब है कि वे अपनी चीज के लिए खुद जिम्मेदार हैं और Tier 2 संस्थान जो भारत में संख्या में बहुत बड़े हैं भारत में 90 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज Tier 2 श्रेणी के हैं इसका मतलब है कि कई अकेडेमिक निर्णय हैं या मूल्यांकन के संदर्भ में वे केंद्र द्वारा नियंत्रित हैं विश्वविद्यालय परिभाषित करेगा कि पाठ्यक्रम क्या है विश्वविद्यालय वह है जो अंतिम परीक्षा और विद्यार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन की व्यवस्था करता है परिणाम को सब कुछ घोषित करता है तो उस सीमा तक Tier 1 और Tier 2 संस्थान कुछ हद तक अलग हैं और इस हद तक कि अलग अलग क्राइटेरिया को आवंटित किए गए निशान अलग अलग हैं लेकिन क्राइटेरिया दोनों के लिए समान हैं विज़न मिशन और प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स Tier 1 के वाहक 50 अंक और Tier 2 के 60 अंक हैं असल में जब आप पहली बार मान्यता के लिए आते हैं तो अंकों का यह सेट फिर से आवंटित किया जाता है जब आप अक्रेडिटेशन के लिए दूसरी बार आते हैं तो निशान अलग अलग होते हैं लेकिन यह अभी तक तय नहीं किया गया है क्योंकि नई अक्रेडिटेशन क्राइटेरिया या अक्रेडिटेशन प्रक्रिया के अनुसार कोई भी अभी तक 2015 विनिर्देशों के अनुसार दूसरे दौर की अक्रेडिटेशन के स्तर पर नहीं आया है अब प्रोग्राम पाठ्यक्रम और शिक्षण शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में आने Tier 1 में 100 अंक और Tier 2 में 120 अंक हैं प्रोग्राम आउटकम और कोर्स आउटकम के लिए 175 अंक Tier 1 में और 120 अंक Tier 2 में हैं विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए 100 अंक Tier 1 में और Tier 2 में 150 अंक संकाय की जानकारी और योगदान के लिए 200 अंक वे दोनों के लिए समान हैं अगर आप देखें तो 1000 में से 200 सबसे बड़ी संख्या है 1000 अंक जो आपके पास हैं और इस हद तक NBA सही मायने में पहचानता है कि संकाय स्नातक शिक्षा में मुख्य खिलाड़ी हैं और वे वास्तव में परिवर्तन एजेंट हैं वे वास्तव में पहचानते हैं कि अच्छे इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने या बनाने में संकाय की महत्वपूर्ण भूमिका है सुविधाएं और तकनीकी सहायता प्रत्येक 80 अंक का होता है और निरंतर सुधार आपको यह प्रदर्शित करना होगा कि एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक आप अपनी गतिविधियों में निरंतर सुधार के प्रयास कर रहे हैं ताकि Tier 1 के लिए 75 और Tier 2 संस्थानों के लिए 50 हो और अब संस्थान स्तर के क्राइटेरिया पर आ रहे हैं आम तौर पर इन दिनों प्रथम वर्ष के शिक्षाविद पूरे कॉलेज में आम हैं वे विभाग की जिम्मेदारी नहीं हैं इसलिए प्रथम वर्ष के शिक्षाविदों को संस्थान स्तर की कसौटी है और वे 50 50 अंक प्रत्येक और विद्यार्थी समर्थन प्रणाली को ले जाते हैं जो आपके पास संस्था में 50 50 और शासन संस्थागत सहायता और वित्तीय संसाधन हैं जो उन्हें 120 120 अंक दिए जाते हैं यह पूर्व अक्रेडिटेशन प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण विचलन है जो शिक्षा की एक अच्छी प्रणाली है इसके लिए सुशासन और सही प्रकार के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह 120 अंक को पूरा करता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल 1000 अंक हैं इसलिए संभवत भारत उन कुछ देशों में से एक है जो 1000 अंकों के इस तरह के अंकन प्रणाली के लिए जाता है उन्हें कई क्राइटेरिया में विभाजित करता है और आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंकों की संख्या के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं हम उस बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं और वे तब तक होंगे जब तक आप एक निश्चित सीमा पार नहीं करते हैं आप अक्रेडिटेड नहीं होंगे और भले ही आप अक्रेडिटेड हैं फिर से अक्रेडिटेशन सीमित अवधि के लिए है यह 3 साल हो सकता है या आपके द्वारा प्राप्त अंकों की संख्या के आधार पर 6 साल हो सकता है ठीक है लेकिन यहां तक कि अगर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक संस्थान या हर प्रोग्राम को 6 साल बाद वापस आना होगा ताकि आप यह साबित कर सकें कि आप अच्छा कर रहे हैं ठीक है अब अक्रेडिटेशन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक गुणवत्ता लूप है अक्रेडिटेशन के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं में लूप बंद करने का यह चरण होना चाहिए लूप के इस बंद को पकड़ने का मॉडल डेमिंग क्वालिटी साइकिल Deming's Quality Cycle है संकाय के जो लोग गुणवत्ता से संबंधित पाठ्यक्रमों से परिचित हैं वे इससे परिचित होंगे यह क्या कहता है प्लान आपको कुछ के लिए योजना बनानी होगी और वास्तव में प्रदर्शन करना होगा और मापना होगा कि आपने प्रदर्शन किया है या नहीं आपने किस हद तक प्रदर्शन किया है आप यह निर्धारित करते हैं कि आपने लक्ष्य सेट के संबंध में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है और यदि लक्ष्य से कोई विचलन होता है तो आपको उसके लिए कार्य करना होगा और अभिनय करने का मतलब होगा कि अगली बार योजना में अनुवाद करना है जब आप फिर से उस गतिविधि को दोहराते हैं तो योजना करो जांचो और अधिनियम मूल गुणवत्ता लूप है तो गुणवत्ता लूप फिर से इसे पूरा करने के लिए कार्रवाई अगर प्राप्ति नियोजित लक्ष्य से पीछे रह जाती है तो हमें इसके कारणों का और विश्लेषण करने और अगले समय दौर के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्यों की योजना बनाने की आवश्यकता है यदि उपलब्धि नियोजित लक्ष्य से अधिक है तो हमें बार को बढ़ाने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि मैं जो कर रहा हूं उससे बेहतर करना चाहता हूं और मैं बार बढ़ाता हूं ठीक है वही तो एक्शन है और फिर से जैसा कि मैंने कहा कि निरंतर सुधार NBA अक्रेडिटेशन की क्राइटेरियों में से एक है सीखने की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा विद्यार्थियों शिक्षक सिस्टम द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम और बुनियादी ढाँचे की विशेषता पर बहुत निर्भर करता है सब बदल जाते हैं तो क्या होता है यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो आपको उनमें से हर एक को देखना होगा और यह देखना होगा कि मैं क्या कर सकता हूं क्या इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या क्या इसके लिए नई तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है या कुछ सिस्टम स्तर में सुधार करना होगा या पाठ्यक्रम को ही बदलना होगा गुणवत्ता लूप को बंद करने से विभागों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है कि कौन सी विशिष्ट क्रियाएं वृद्धिशील सुधार की ओर ले जाती हैं सीखने की गुणवत्ता में निरंतर सुधार वह है जो वर्तमान NBA अक्रेडिटेशन का सार है अब कुछ असाइनमेंट में आते हैं इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करें आउटपुट और परिणाम के बीच अंतर क्या है अक्रेडिटेशन से किसका भला होता है और कैसे अधिकतम 250 शब्द लिखें आपके विचार में अक्रेडिटेशन के फायदे और नुकसान क्या हैं एक पाठ्यक्रम से संबंधित विशिष्ट कारकों पर सीखने की गुणवत्ता की निर्भरता के आरेख के माध्यम से अपना स्वयं का दृष्टिकोण प्रस्तुत करें आप अपने स्वयं के दृष्टिकोण में कब्जा करे कि अंतिम परिणाम में योगदान करने वाले सभी कारक क्या हैं वह यह है कि आप इसे एक तस्वीर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं तो इसमें कुछ टिप्पणियां जोड़ें अगली यूनिट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के डिजाइन और संचालन में PEOs और PSOs की प्रकृति और महत्व को समझेगी तो हम निम्नलिखित यूनिट्स में PEO और PSO को देखते हैं ध्यान देने के लिए आपको धन्यवाद